आइए देखें कि विश्वविद्यालयों में आईपी का प्रबंधन कैसे किया जाता है पहले हमें सरल शब्दों में यह समझने की जरूरत है कि आईपी बौद्धिक संपदा किसी भी मूल रचनात्मक कार्य को संदर्भित करता है जो एक बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम है हमने अपने पहले के पाठों में यह कवर किया है कि विभिन्न प्रकार के IP के रूप में एक पेटेंट एक विश्वविद्यालय से आ सकता है एक ट्रेडमार्क एक विश्वविद्यालय परियोजना से आ सकता है कॉपीराइट सामग्री जो विश्वविद्यालय में बनाई गई है कॉपीराइट द्वारा संरक्षित की जा सकती है एक विश्वविद्यालय से डिजाइन पंजीकरण किया जा सकता है सेमीकंडक्टर चिप्स के एकीकृत सर्किट की स्थलाकृति प्राप्त करने में पहल की है और व्यापार गुप्त कोड भी विश्वविद्यालय के काम से बाहर आते हैं आईपीएम सेल इन तर्ज पर उच्च शिक्षा के एक शैक्षणिक संस्थान में गठित किया जाएगा

एक आईपीएम सेल विश्वविद्यालय में एक विभाग की तरह नहीं होता है जिसे सचेत रहना पड़ता है तो यह संस्था द्वारा या तो संस्था के प्रमुख द्वारा या समिति द्वारा स्थापित किया जाना है यह विशेष रूप से निजी विश्वविद्यालयों में अपनी कार्रवाई से आ सकता है हम देख सकते हैं कि यह बड़े पैमाने पर आंतरिक रूप से संचालित है लेकिन इसे सरकार द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है क्योंकि उसके लिए सरकार काफी धन देती है और सरकार सुनिश्चित करती है है जो सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में एक आईपीएम सेल की उत्पत्ति का कारण आंतरिक या बाहरी धक्का हो सकता है सेटअप में संस्थान के एक वरिष्ठ प्रोफेसर शामिल होंगे जिन्हें IPM सेल का प्रमुख माना जाता है और यह इस बात की परवाह किए बिना हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास वास्तविक बौद्धिक संपदा अनुभव है या नहीं वे लगभग 2 से 8 व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें विभाग में शामिल किया जाता है हम देखेंगे कि आईपीएम सेल किस तरह के कार्य करता है लेकिन एक सेटअप में 2 से 8 या अधिक लोग हो सकते हैं एक आईपीआर नीति नीति काफी हद तक आज भारतीय या विदेशी अन्य संस्थानों को देखते हुए विकसित की गई है आईपीएम सेल के मुख्य कार्यों को देखें बौद्धिक संपदा अधिकारों बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित रखने के कानून और प्रक्रिया के बारे में अवधारणाओं पर कर्मचारियों और छात्रों को शिक्षित करना इसलिए शिक्षित करना एक ऐसा कार्य है जो आईपीएम सेल द्वारा किया जाता है आईपी पीढ़ी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना आईपीएम सेल के माध्यम से होता है पेशेवर संस्थानों के साथ अनुबंध पर काम करना और वकील आईपी वकील खोज प्रदाता जैसे पेशेवरों को नियुक्त करना एक या एक से अधिक कार्यों को आउटसोर्स के रूप में भुगतान और सम्मान करना आईपीएम सेल के प्रशासनिक कार्य होता हैं IPM सेल इसे कर सकने में सक्षम होना चाहिए यह ऐसा कर सकता है या विश्वविद्यालय और बाहरी सेवा प्रदाताओं के बीच एक संबंध होता है क्योंकि पेटेंट को ओनलाइन दर्ज किया जा सकता है एक पेशेवर पेटेंट एजेंट की आवश्यकता होती है जो आपकी प्रारूपण में मदद कर सकते हैं इसमें ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता होती है जो यह पता लगाने में आपकी मदद कर सकें कि क्या आविष्कार पहले से ही पूर्व कला से आता है या यह नया है तो आईपीएम सेल निकाय के रूप में कार्य करता है जो विश्वविद्यालय को बाहर के पेशेवरों से जोड़ता है आईपीएम सेल चलाने के प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की जिम्मेदारी लेना अभियोजन को दाखिल करने या वैधता को स्वीकार या अस्वीकार या संसाधित करना और बौद्धिक संपदा को बनाए रखना आईपीएम सेल के कुछ और कार्य हैं उद्योग और संस्थान के बीच मध्यस्थता करना भी IPM सेल का एक और कार्य है क्योंकि IPM सेल एक निकाय के रूप में कार्य करता है और कभी कभी विश्वविद्यालय ने जो भी करता है और उद्योग जो चाहता हैउसमें तालमेल नहीं बैठता है तो वे कुछ मोटे किनारों को पोलिश किया जा सकता है तो यह वह आवाज बन जाती है जिसके माध्यम से उद्योगों के मामले संस्थान से संबंधित होते है कि प्रोफेसर समूह और संस्थान के मामले वापिस उद्योग से संबंधित होते हैं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना बड़े पैमाने पर लाइसेंसिंग या असाइनिंग द्वारा किया जाता है जो कि आईपी की बिक्री है जैसा कि हमने देखा है कि आईपी को पंजीकरण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भी निरंतर नवीनीकरण की आवश्यकता होती है पेटेंट को 15 साल के लिए और डिजाइन को 20 साल के लिए रखा जाता है और ट्रेडमार्क का नियमित अंतराल पर नवीनीकरण करवाना पड़ता है तो इसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग के लिए प्रबंधन की जानकारी और आँकड़े बनाने वाले रिकॉर्ड को बनाए रखना एक और कार्य है यहाँ पेटेंट जीवन का स्नैपशॉट है क्योंकि यह IPM सेल प्रबंधन पेटेंट की मुख्य गतिविधि बन जाती है अब पेटेंट प्रकाशित होने के बाद दायर किए जाते हैं इसलिए उन्हें दाखिल करना होगा IPM सेल फाइलिंग से पहले भी बहुत सारे काम करता है जैसे फाइलिंग से जुड़ी हर कार्रवाई और फाइलिंग से पहले हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना उदाहरण के लिए तीसरे पक्ष के साथ समन्वय करना प्रोफेसर या शोध टीम से खोजा जा रहा खुलासा प्राप्त करना पेटेंट को ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति और प्रोफेसर के बीच समन्वय करना इसलिए फाइलिंग के बाद फाइलिंग की निगरानी करनी होती है प्रकाशन के बाद प्रकाशन की निगरानी करनी होती है जब इसकी परीक्षा हो जाती है पेटेंट कार्यालय के मुद्दों और एफईआर होना चाहिए समय पर जवाब दाखिल करना होगा यह एक अस्वीकृति या अनुदान हो सकता है यदि यह अस्वीकृति की ओर जाता है तो इसे मामले को अपील करने के लिए विकल्पों का पता लगाना चाहिए और अगर यह इसे बनाए रखने के लिए अनुदान में परिणाम देता है या यदि यह राजस्व अर्जित नहीं कर रहा है तो अवधि समाप्त होने तक या पेटेंट रद्द होने तक इसे प्रयोगशालाओं में छोड़ दें और इस रिकॉर्ड को बनाए रखे तो आप देख सकते हैं कि भले ही यह एक पेटेंट हो आईपीएम सेल को 20 साल तक इस पर नजर रखने की जरूरत है और बीच में अलग अलग समय समय सीमाएं होती हैं आइए एक उदाहरण देखें कि एक IIT मद्रास कैसे अपने IPM सेल के माध्यम से पेटेंट प्रक्रिया को देखता है आईपीएम सेल के मुख्य कार्य के लिए हम कदम के बुनियादी ढांचे और इसमें शामिल मानव संसाधन पर नजर डालते हैं वे आईपी के चारों ओर विभिन्न अभियानों का संचालन करते हैं जिसे हम आईपी जागरूकता और शिक्षा कहते हैं यह उन कार्यों में से एक है जिनकी हमने पहचान की है यह शोध विद्वानों के बीच व्याख्यान कार्यशालाओं और इंटरैक्शन द्वारा किया जाता है छात्रों और संकाय सदस्यों के रचनात्मक कार्य के लिए आईपीएम सेल को उन्हें एक आईडीएफ भरने की आवश्यकता होती है जो एक आविष्कार प्रकटीकरण रूप है जो आमतौर पर संस्थान की वेबसाइट में पाया जाता है एक बार फॉर्म भर जाने के बाद लिपिक कर्मचारियों को जब फॉर्म प्राप्त हो जाता है वे आईडीएफ को संक्षेप में लिखते हैं और आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली अभिलेखीय पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करती है आविष्कारक आईपीएम सेल में नवीनता और आविष्कारशील कदम के लिए प्रथम स्तर के प्रारंभिक कारण परिश्रम की जाँच करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं अब IPM सेल मुफ्त और पेड डेटा बेस हैं

खोज आम तौर पर घर में की जाती है टीम के भीतर काम करने वाले विश्लेषकों को प्रशिक्षित किया जाता है और वे इन्वर्टर करने की तुलना में बहुत आसान और प्रभावी होगा योग्य या सक्षम आईपी पेशेवर आविष्कारकों को पेटेंट खोज के परिणाम पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है आईडीएफ को एक इन हाउस अटॉर्नी ही की जा सकती है

यदि नवीनता और आविष्कार का एक मजबूत मामला बनाया जाता है तो पेटेंट दर्ज करने का निर्णय किया जाएगा आईडीएफ एक कानूनी फर्म को किसी विशेष कार्य के लिए पहचाना जाता है फिर आईपी सेवा पेशेवर पेटेंट को अंतिम रूप देने और दर्ज करने के लिए अन्वेषकों के साथ बातचीत करते हैं पेटेंट आवेदन दाखिल करने की पुष्टि पेशेवर और वैधानिक शुल्क के बिल के साथ आईपीएम सेल को प्रस्तुत की जाती है और प्रभारी व्यक्ति उस अनुबंध दरों के अनुसार बिल राशि की जांच करता है जिस पर सहमति हुई थी बिल की गई राशि में मुख्य रूप से पूर्व कला खोज प्रारूपण और शुल्क दाखिल करने का शुल्क शामिल हो सकता है अभियोजन शुल्क जिसे हम कार्यालय की कार्रवाई कहते हैं जब एफईआर के रूप में रखा जाता है पेटेंट मार्केटिंग के प्रयास शुरू करने के बाद अब आईपीएम सेल के मुख्य कार्य जारी हैं पेटेंट दाखिल करने का विचार अंतत व्यवसायीकरण का है इसलिए तकनीकी मामलों में तकनीकी मूल्यांकन सहित विशेषज्ञ की राय कुछ मामलों में अधिमानतः मांगी जाती है यह एक थर्ड पार्टी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है और यह आईपीएम सेल की मार्केटिंग टीम और संचालन टीम द्वारा समन्वित होता है यदि आविष्कारक किसी विदेशी देश में पेटेंट दाखिल करना चाहता है तो आविष्कारक को विदेशी फाइलिंग के लिए अनुरोध करना होगा एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट समिति इस पर गौर करती है और इस पर निर्णय लेती है कि लागत शामिल होने के कारण अंतरराष्ट्रीय आवेदन दायर करना है या नहीं एक भारतीय आवेदन दायर किया जाता है और फिर विभिन्न न्यायालयों में दाखिल करने के लिए एक कानूनी फर्म को संदर्भित किया जाता है उनके अन्वेषकों को प्रौद्योगिकी और आविष्कार के विकास के चरण और एक प्रोटोटाइप की मार्केटिंग टीम यह सुनिश्चित करती है कि आविष्कार को बाजार में ले जाया जाए आईपीएम सेल एक लेखन भी तैयार करता है जिसे आविष्कारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मूल्य प्रस्ताव कहा जाता है और मूल्य प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रसार किए जाते हैं आविष्कार या आविष्कार के बारे में विवरण को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वेबसाइट पर रखा जा सकता है यदि विश्वविद्यालय में ऐसा हैतो यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं ईमेल भेजे जाते हैंअनुबंध किए जाते हैं कि आविष्कार संभावित खरीदारों के एक बड़े सेट तक पहुंचता है पेटेंट दिए जाने के बाद अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किया जाना है और भारतीय प्रणाली में अधिकांश पेटेंट अधिकारियों की तरह नवीकरण शुल्क में साल बीतने के साथ वृद्धि होती है यह जानबूझकर इस तरह से संरचित है कि लोग उन आविष्कारों को छोड़ देंगे जो राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे हैं इसलिए यदि एक आविष्कार का विपणन नहीं किया गया है तो एक समय अवधि तक विश्वविद्यालय आविष्कार का समर्थन करेगा और इससे परे विश्वविद्यालय इसे छोड़ सकता है या यह संबंधित शोधकर्ता या प्रोसेसर को आविष्कार को अपनी लागत पर लेने के लिए कहेगा भारत में फॉर्म 27 जैसी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं हैं जो एक कार्यशील कथन है तो आईपीएम सेल इस बात का भी ध्यान रखता है कि इसे नियमित रूप से दायर किया जाए ताकि जिम्मेदारी आईपीएम सेल पर भी पड़े स्टाफिंग हो सकते हैं स्तर 2 के कर्मचारी जिनके पास पूर्व कला खोज पर कौशल है और जो विपणन कर सकते हैं जो प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं वे एक पेटेंट एजेंट या वकील हो सकते हैं वे एक लागत लेखाकार भी हो सकते हैं डेटा कैप्चर एक व्यक्ति हो सकता है उपकरण पूर्व कला डेटाबेस सदस्यता को कवर करने के संबंध में पिछले 50 वर्षों के लिए पेटेंट और गैर पेटेंट डेटाबेस बेहतर होगा व्यापक डॉकिंग कहलाती है आईपीएम सेल को कुछ फॉर्मकी आवश्यकता होगी सबसे महत्वपूर्ण रूप आविष्कार प्रकटीकरण है आईडीएफ में आविष्कारकों द्वारा आवश्यक प्रश्नों के एक सेट का समावेश होता है जिसमें आविष्कारक के नाम और पते आविष्कार के सामान्य और आविष्कारक पहलुओं के विवरण का उत्तर देना आवश्यक है यदि कोई आविष्कार कई अविष्कारकों द्वारा किया गया है तो आविष्कारक योगदान किस अनुपात में हैक्या यह किसी सरकारी या बाहरी या अन्य फंडिंग एजेंसी द्वारा वित्तपोषित है क्या आविष्कार बाहरी एजेंसियों या संस्थाओं की भागीदारी द्वारा विकसित किया गया था और आविष्कार घोषणा प्रपत्र पर एक नजर है करने के लिए आप इस icsr वेब लिंक पर जा सकते हैं wwwicsriitmacin और वे एनडीए और या गैर प्रकटीकरण समझौते भी हो सकते हैं जिन्हें एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह ICSR वेबसाइट कवर करती है उनके पास आईपीआर नीति है उनके पास एक ऊष्मायन नीति है उनके पास तकनीकी हस्तांतरण और रॉयल्टी विवरण हैं उनके पास सॉफ्टवेयर की बिक्री के संबंध में विस्तृत जानकारी है उनके पास भारतीय पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया और विदेशी आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया पीसीटी होती है और उनके अलग अलग रूप होते हैं उनके पास समझौतों के टेम्पलेट भी हो सकते हैं इसलिए IPM सेल द्वारा टेम्प्लेटकरने के लिए किया जा सकता है